और इस बचे हुए भाग को हम टॉप व्यू में इस तरह से देखते है टॉप व्यू के लिए यह पूरा संपूर्ण ब्लॉक उस को प्रदर्शित करता है उसके लिए इस सर्किल को हम देखेंगे l इस तरीके से हम वास्तव में ग्लास बॉक्स का उपयोग करते हुए टॉप व्यू को बनाते हैं l साइड व्यू अगर हम इसको बनाने जा रहे हैं आइए देखते हैं यह पूरा ऑब्जेक्ट इन रेखाओं से सीमाबद्ध होगा l हम क्या देखने जा रहे हैं यहां यह एक ऐसे प्रकार का ब्लॉक है यह वाला इसके बाद यह थोड़ा सा ऊपर जाता है L के आकार जैसा आता है इस तरीके से जाता है और यह यहां आता है l यहां पर छिपी हुई रेखाएं हैं और यहां पर भी छिपी रेखाएं हैं l तो यह साइड व्यू है जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं l तो यदि हम इसको देख रहे हैं यदि हमने इस दिशा में फ्रंट व्यू निर्धारित किया है हम क्या देखते हैं यह वृत्त यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा l तो हम डैश डॉट रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं और यहां पर केवल अंदरूनी गुप्त भाग आता है l और हमारे पास यह अधिकतम डायमेंशन यहां पर प्रदर्शित हैं और गुप्त रेखाएं केवल इस स्तर पर जाती हैं l यदि हम इसको फ्रंट व्यू की तरह से नहीं चुन रहे हैं लेकिन यदि आप इस बैकसाइड को फ्रंट व्यू की तरह चुन रहे हैं जिस तरह से यह चित्र दिखाई देगा वह इस तरह से आएगा l इस मामले में हमें क्या करना चाहिए

इसके बारे में सोचें l सबसे पहले किसी वस्तु को इस तरीके से से व्यवस्थित करना होगा की इसको उपयुक्त तरीके से ग्लास बॉक्स में रखना होगा और हमारे लिए अवलोकन आसान हो जाए l दूसरा हमें व्यूज चुनने होंगे कि कौन सा फ्रंट व्यू होगा l एक बार यह होने पर संलग्न व्यूज को बनाएंगे l इन व्यूज के निर्माण के लिए कुछ समय निकालें इसके बारे में सोचें l उदाहरण के लिए यदि हम इसको फ्रंट व्यू के रूप में चुनने जा रहे हैं और इसको टॉप व्यू के रूप में तो कुछ डायमेंशन उपयुक्त नहीं होंगी l इसलिए ऑब्जेक्ट इस तरह से स्थित है यदि मैं इसको फ्रंट व्यू के रूप में लेने जा रहा हूं हमारे पास एक सर्किल होगा फिर से एक और सर्किल और यह पूरा आयताकार ब्लॉक इस तरीके से आएगा l टॉप व्यू के लिए यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो यह पूरी प्रकार से ऐसा दिखाई देगा l यहां पर सभी डायमेंशन को दिखाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है हम इन्हें उचित रूप से दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे l इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए था